व्याख्यान 61 विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा और संवेग उदाहरण पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में तीव्रता होती है जो कि c गुना औसत ऊर्जा घनत्व u के बराबर होती है जो कि होता है ½ x ɛ0 xE02 एंप्लीट्यूड स्क्वायर तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति भी होती है जो कि u प्रति यूनिट क्षेत्र प्रति यूनिट समय के बराबर होती है और इसके परिणाम स्वरूप वे दबाव डाल सकती हैं उर्जा को ले जा सकती हैं और आपको ऊष्मा देती हैं अब इस व्याख्यान में मैं दो उदाहरणों को हल करने जा रहा हूं आपको यह बताने के लिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो कि साधारण रोशनी से आती हैं किस तरह के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आदि जुड़े होते हैं और यह भी कि वे किस तरह का दबाव आरोपित करती हैं इसलिए यह व्याख्यान निश्चित रूप से अंको के बारे में है पहले उदाहरण के रूप में हम एक 60 वाट का बल्ब लेते हैं इसका मतलब है कि बल्ब से आने वाली रोशनी 60 वाट शक्ति के बराबर होगी और हम बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम एंप्लीट्यूड की गणना करेंगेयह मानते हुए की बल्ब 1 बिंदु स्त्रोत की तरह लिया गया है मैं बल्ब को एक बिंदु स्रोत की तरह ले रहा हूं जो कि समान रूप से प्रसारित हो रहा है इसका मतलब है कि कोई निश्चित दिशा नहीं है जिसमें यह प्रसारित हो रहा है तो यहां मेरे पास एक बल्ब है जो कि सभी दिशाओं में प्रसारित हो रहा है और हम यह देखना चाहते हैं कि इस से 1 मीटर की दूरी पर क्या विद्युत क्षेत्र जुड़ा हुआ है यह सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियल दिशा में प्रसारित हो रही हैं चलिए अब एक विशेष दिशा में देखते हैं दाएं तरफ जाने पर विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होगा और यह चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रति इकाई क्षेत्र में शक्ति और इस स्थिति में यह 60 जूल प्रति सेकंड 4 𝝅R2 होगी हमने इसे 1 मीटर लिया है इसलिए यह 15𝝅 वाट्स प्रति मीटर2 हैजो की शक्ति है और यहां शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र या ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय क्या है यह पॉइंटिग वेक्टर के बराबर होगा और इसलिए हमारे पास यह c u क्या होगा यह है c x 12 𝛆0 x E02 जो कि 15𝝅 के बराबर है और मैं E0 की गणना करना चाहता हूं इसलिए E0 30𝝅c के बराबर होगा चलिए गणना को सरल करने के लिए 4 से गुणा करते हैं तो यह1204𝝅c जो कि 12091093108 के स्क्वायर रूट के बराबर होगा इसे हल करने पर यह 3600 है जो मुझे 60 वोल्टस प्रति मीटर देगा Powerarea 60Js4R215 Wattsm2S cu c12𝛆0 E02 15 E0 30πc60Vm कल्पना करिए यदि आप 60 वाट बल्ब से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो इस से 1 मीटर की दूरी पर आपके पास एक विद्युत क्षेत्र होगा जो कि इस बल्ब से प्रसारित होने वाली किरणों से जुड़ा होगा जो 60 वोल्टस प्रति मीटर होगा इसलिए वोल्ट अंतर 60 वोल्ट होगा जो कि विद्युत क्षेत्र होगा आगे यदि आप बड़े क्षेत्र में शक्ति के फैलाव को देखते हैं और इसलिए विद्युत क्षेत्र कम होगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कुछ नहीं है परंतु e0c है इसलिए यह603 108टेस्ला होगाजो है 20 x 10 8यह होगा 2x10 7 टेस्ला इसलिए इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बहुत बहुत कम होगा दूसरे उदाहरण के लिए मैं एक लेजर प्वाइंटर की बात करता हूं जो हमें लेजर प्रकाश दे रहा है और चलिए हम कहते हैं कि यह वह लेजर पॉइंट है जो हम प्रयोगशाला में ऑडिटोरियम में देखते हैं हम यह कहते हैं कि यह 20 मिलीवॉट का है इसका मतलब 20 मिलीवॉट शक्ति इससे बाहर आ रही है और क्योंकि लेजर प्रकाश 1 बीम की तरह जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस बीम की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है इसलिए आप क्या जानना चाहते हैं कि लेजर सतह पर जहां पूरी तरह अवशोषित हो जाएगा वहां कितना दबाव डालता है इसलिए हम क्या देख रहे हैं हम देखते हैं कि मेरे पास एक सतह है जहां यह लेजर बीम पूरी तरह अवशोषित हो जाती है दबाव संवेग के कारण आता है जो कि संवेग प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय के बराबर होगा हमारे पास एक क्षेत्र 𝝅r2 के बराबर है जो कि 10 6 𝝅 मीटर2 है हमारे पास शक्ति 20 मिलीवॉट है या 2 x 10 2 वाट है और इसलिए S या पॉइंटिग वेक्टर 2 x10 2 10 6𝝅 होगा या 2 x104 𝝅 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर2 है यह S है यह u x c के बराबर होगाजहां u ऊर्जा घनत्व है और इसलिए u Sc जो कि बराबर है 2x104 𝝅x3x108 जो 2 3x 𝝅10 6 जूल प्रति मीटर3 होगा कितना संवेग ले जाया गया Area 𝝅r2 10 6 𝝅m2 Power 20mW 2 x 10 2 W S210 210 6𝝅2104𝝅JSm2 uSc21043𝝅10823𝝅10 6Jm2 संवेग प्रवाह का मतलब हैएक सतह के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में संवेग जो u23π x 10 6 है अब मैं इस संवेग k g मीटर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय लिख सकता हूं और यह संवेग स्थानांतरित हुआ है और इसलिए यह दबाव होगा और यह आएगा 673 लगभग 2 या 22 x 10 7 न्यूटन प्रति मीटर2 यह इसका उत्तर है momentumarea time u 23𝝅x10 6Kgms 1m2 s 22 x 10 7 Nm2 तो मैंने आपको इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाया कि लगभग कितना क्षेत्र इन विकिरणों के साथ जुड़ा होता है जो हम अपने जीवन में देखते हैं और यह भी कि कितना दबाव है आप देखते हैं कि यह क्षेत्र बहुत बड़ा 10 की घात के रूप में वोल्ट प्रति मीटर होता है और प्रकाश द्वारा लगाया जाने वाला दबाव बहुत बहुत छोटा 10 6 या 10 7 न्यूटन प्रति मीटर2 होगा